आविष्कार को कहां ढूँढें आविष्कार को कहां ढूँढें आविष्कार शोध प्रकाशन या शोध के परिणाम हो सकते हैं आविष्कार शोध प्रकाशन या शोध के परिणाम हो सकते हैं वे एक शोध विद्वान की थीसिस के परिणामस्वरूप हो सकते हैं वे एक शोध विद्वान की थीसिस के परिणामस्वरूप हो सकते हैं

वे परियोजनाओं से परिणाम हो सकते हैं जो लोग एक परियोजना पर काम करते हैं वे पाएँगे कि परियोजना पर काम करने की प्रक्रिया में कुछ एक आविष्कार हो सकते हैं वे परियोजनाओं से परिणाम हो सकते हैं जो लोग एक परियोजना पर काम करते हैं वे पाएँगे कि परियोजना पर काम करने की प्रक्रिया में कुछ एक आविष्कार हो सकते हैं आविष्कार विभिन्न स्थानों में प्रकट होता है आविष्कार विभिन्न स्थानों में प्रकट होता है आप स्कूलों विज्ञान परियोजनाओं में आविष्कार पा सकते हैं आप स्कूलों विज्ञान परियोजनाओं में आविष्कार पा सकते हैं ये आविष्कारशील हो सकते हैं ये आविष्कारशील हो सकते हैं प्रोफेसरों और छात्रों द्वारा किए गए विश्वविद्यालय के कार्य आविष्कार का विषय हो सकते हैं प्रोफेसरों और छात्रों द्वारा किए गए विश्वविद्यालय के कार्य आविष्कार का विषय हो सकते हैं आप ऐसे ज्ञान पर आधारित स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो पेटेंट योग्य हैं आप ऐसे ज्ञान पर आधारित स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो पेटेंट योग्य हैं अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक विभिन्न खोजों पर काम करते हैं वहाँ अंतिम उत्पाद स्वयं खोज नहीं होते हैं लेकिन उनकी खोजों से प्रकट होने वाले उत्पाद पेटेंट हो सकते हैं अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक विभिन्न खोजों पर काम करते हैं वहाँ अंतिम उत्पाद स्वयं खोज नहीं होते हैं लेकिन उनकी खोजों से प्रकट होने वाले उत्पाद पेटेंट हो सकते हैं कुछ कंपनियों के पास अनुसंधान और विकास विभाग होते हैं कुछ कंपनियों के पास अनुसंधान और विकास विभाग होते हैं आविष्कार भी वहाँ से आ सकते हैं आविष्कार भी वहाँ से आ सकते हैं आप एक आविष्कार खोजने के लिए क्या करते हैं आपको खुलासे की आवश्यकता होती है आप एक आविष्कार खोजने के लिए क्या करते हैं आपको खुलासे की आवश्यकता होती है इसलिए यदि आप पेटेंट कार्यालय में पहले खुलासा किए बिना सार्वजनिक डोमेन में कोई भी खुलासा करते हैं तो यह इसके पहले पहलू को मार सकता है इसलिए यदि आप पेटेंट कार्यालय में पहले खुलासा किए बिना सार्वजनिक डोमेन में कोई भी खुलासा करते हैं तो यह इसके पहले पहलू को मार सकता है तथ्य यह है कि आविष्कार की नवीनता का जो पक्ष होना चाहिए वह ख़त्म हो सकती है तथ्य यह है कि आविष्कार की नवीनता का जो पक्ष होना चाहिए वह ख़त्म हो सकती है और अगर यह ख़त्म हो जाता है तो आप अपने आविष्कार के लिए पेटेंट दाखिल नहीं कर सकते और अगर यह ख़त्म हो जाता है तो आप अपने आविष्कार के लिए पेटेंट दाखिल नहीं कर सकते इसलिए प्रकाशन ऐसी जगहें हैं जहाँ खुलासे होंगे इसलिए प्रकाशन ऐसी जगहें हैं जहाँ खुलासे होंगे लेकिन प्रकाशन आपके आविष्कार की नवीनता को ख़त्म करने में भी सक्षम हैं लेकिन प्रकाशन आपके आविष्कार की नवीनता को ख़त्म करने में भी सक्षम हैं आप प्रयोगशाला के नोट्स या किसी भी तरह के लिखित विवरण के रूप में खुलासे पा सकते हैं आप प्रयोगशाला के नोट्स या किसी भी तरह के लिखित विवरण के रूप में खुलासे पा सकते हैं आप उन प्रोटोटाइपों चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि प्रकटीकरण एक ऐसे रूप में दिया जाए जिसमें आप पेटेंट विनिर्देश तैयार कर सकें आप उन प्रोटोटाइपों चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि प्रकटीकरण एक ऐसे रूप में दिया जाए जिसमें आप पेटेंट विनिर्देश तैयार कर सकें